सभी को नमस्कार सभी का स्वागत है इस मॉड्यूल में यह मॉड्यूल हमारा आखरी मॉड्यूल है जो कि ओसीलेटरस और नॉइस के बारे में है अभी तक हमने ओसीलेटरस के बारे में देखा था तो हम जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं कि ओसीलेटरस क्या है उसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं और फिर हम नॉइस की ओर बढ़ेंगे यह इस पर्टिकुलर कोर्स का सेकंड लास्ट लेक्चर है अगले लेक्चर में हम डाटा शीट के बारे में देखेंगे और फिर आखिर में हम रीकैप लेक्चर लेंगे जिसके बाद हम एक्सपेरिमेंटस के बारे में देखेंगे यदि आप याद करें की ओसीलेटरस क्या है तो हम जानते हैं की ओसीलेटरस के लिए दो चीजें काफी जरूरी है जिसे हम बार्कहाउजेन क्राइटेरिया कहते हैं पहला यह की जो छोटा सा सिग्नल हम आउटपुट से इनपुट को फीडबैक देते हैं वह इनपुट सिगनल से इन फेस रहना चाहिए इसका मतलब यदि इनपुट सिगनल 0 डिग्री पर हो तो जो आउटपुट सिग्नल इनपुट को फीडबैक दिया जाएगा फीडबैक नेटवर्क के द्वारा वह भी 0 डिग्री पर ही रहना चाहिए दूसरी कंडीशन यह की A इनटू बीटा का मॉड 1 से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए A गेन है और बीटा आपका फीडबैक नेटवर्क है तो इसे इस्तेमाल करते हुए यदि हम R और C को फीडबैक नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं तो हम लो फ्रिकवेंसी में इस्तेमाल करने वाले ओसीलेटरस को डिजाइन कर सकते हैं पर यदि हम L याने की इंडक्टेंस और C यानी कि केपेसिटेंस को रिएक्टिव कंपोनेंट के तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम हाई फ्रिकवेंसी में इस्तेमाल करने वाले ओसीलेटरस को डिजाइन कर सकते हैं फिर हमने देखा कि क्रिस्टल ओसीलेटरस क्या है उसके विभिन्न प्रकार क्या है हमने यह भी देखा कि कैसे स्टेबिलिटी फैक्टर क्रिस्टल ओसीलेटरस को अफेक्ट करता है यदि आप हार्टली ओसीलेटर को याद करते हैं तो यह हमने देखा है क्रिस्टल ओसीलेटरस हमने देखा हमने UJT ओसीलेटरस और उसके कैरेक्टरस्टिक कर्व भी देखा अब हम देखेंगे कि नॉइस क्या है जब हम नॉइस की बात करते हैं वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होने वाला एक रेंडम फ्लकचुएशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में नॉइस काफी तरीके से वेरी होता है इसलिए क्योंकि वह विभिन्न तरीके के इफेक्ट के वजह से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में नॉइस को एक फंडामेंटल पैरामीटर माना जाता है क्योंकि वह सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लिमिट करता है तो यदि मुझे एक क्लीन सिग्नल की जरूरत हो और यदि सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो जोकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रेंडम फ्लकचुएशन के कारण है और यह इलेक्ट्रिकल सिगनल का रेंडम फ्लकचुएशन और कुछ नहीं बल्कि नॉइस है इस रेंडम फ्लकचुएशन को नॉइस कहते हैं यह चीज काफी विभिन्न इफेक्टस के कारण उत्पन्न होता है जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे वह विभिन्न इफेक्टस क्या है यह हम देखेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैं आने वाले नॉइस किस प्रकार के हैं वह इस फंडामेंटल पैरामीटर है जिसे कंसीडर करना होगा इसलिए क्योंकि एक प्योर सिग्नल मिलने के लिए हमें इस नॉइस को निकालना होगा हमें सिग्नल में से अनवांटेड फ्लकचुएशन को निकालना होगा जरूरत वाली सिग्नल मिलने के लिए नॉइस काफी अलग तरीके के कंपोनेंट से भी बनता है यदि आप चॉपर देखें कार का नॉइस सायरन लाइट गिटार रेडियो एंबुलेंस रेसिंग कार और काफी कुछ पर यह अनवांटेड सिग्नल नॉइस पोलूशन करता है उसी तरीके से एक आदमी के लिए जो नॉइस है वह दूसरे आदमी के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है यदि आप इस पर्टिकुलर चित्र को देखें जो कि काफी अच्छा चित्र है यह चित्र रेगुलेटर डॉट कॉम के इंटरप्राइजेज से लिया गया है और आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रेडियो से आने वाला आवाज इस बंदे के लिए म्यूजिक है जबकि इस औरत के लिए वह नॉइस है तो अब देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का नॉइस को हम अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कॉमेडी के तौर पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हम केवल उन्हीं नॉइस की बात नहीं कर रहे हैं जो हम सुन सकते हैं बल्कि उन नॉइस जो इलेक्ट्रिकल सिगनल्स में मौजूद है तो यह जो नॉइस है वह किसी हॉर्न का नॉइस या फिर चॉपर का नॉइस या फिर हॉकिंग का नॉइस या फिर किसी लाउडस्पीकर का नॉइस या फिर कोई लाउड नॉइस नहीं है बल्कि यह ऐसे नॉइस है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद है जब नॉइस होता है मान लो मेरे इर्द गिर्द 100 लोग हैं और सभी बात कर रहे हैं तो वह नॉइस है और जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं वह एक सिग्नल है और आप को इस सिग्नल को उस नॉइस में से रिट्रीव करना है इसका मतलब है कि आप को नॉइस को फिल्टर करना है और केवल सिगनल को रिट्रीव करना है ताकि आप क्लियर तरीके से सुन पाए तो यह केवल एक उदाहरण है तो आप याद कर सकते हैं जो हमने पहले देखा था सिगनल टु नॉइस रेशीयो और जिस टॉपिक में हमने वह देखा वह टॉपिक था CMRR CMRR क्या है CMRR कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशीयो है जितना ज्यादा CMRR होगा उतना सिग्नल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा जितना ज्यादा सिगनल टु नॉइस रेशीयो होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का परफॉर्मेंस होगा तो थिअरी फॉर्म में यदि हमें नॉइस को डिफाइन करना हो तो नॉइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होने वाली एक रेंडम फ्लकचुएशन है अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नलस और कौन से प्रकार के नॉइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मौजूद रहते हैं यदि आप स्लाइड देखें तो आप देख सकते हैं कि नॉइस प्योरली रेंडम सिग्नल है वेफॉर्म का इंस्टैन्टेनियस वैल्यू या फिर फेस किसी भी समय पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइस क्या है तो नॉइस इंटरनली भी जनरेट हो सकता है ओपएंप में उसके पैसीव कंपोनेंट के कारण या फिर सर्किट के द्वारा सुपरइंपोस किया जाता है एक्सटर्नल सोर्सस द्वारा तो नॉइस ऑपरेशनल एमप्लीफायर के रेजिस्टिव कंपोनेंटस से भी जेनरेट होता है या फिर वह सुपरइंपोज भी हो सकता है जब हम एक्सटर्नल सोर्सस के इस्तेमाल से किसी अलग तरीके के सर्किट को डिजाइन करते हैं एक्सटर्नल का मतलब है नॉइस जो सिग्नल में मौजूद है जो सिग्नल हम सर्किट को अप्लाई कर रहे हैं या फिर नॉइस जोकि सर्किट में लाया जाता है किसी और माध्यम से जैसे कि सिस्टम ग्राउंड की किसी कंडक्टर के द्वारा या फिर किसी एंटेना या दूसरे सिस्टम के कंपोनेंटस द्वारा तो अब हम काफी मुश्किल नहीं करते हैं इस सिग्नल और इस नॉइस को तो मान लो आपके पास यह सर्किट है यह ओपएंप बेस्ड सर्किट है इसमें हम फंक्शन जेनरेटर के द्वारा एक सिग्नल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यह जो सिग्नल है जो हम जनरेट कर रहे हैं इस एक्सटर्नल सोर्स से वह इस सर्किट में नॉइस को इंट्रोड्यूस कर सकता है ओपएंप में अपने खुद का भी नॉइस हो सकता है जो कि उसके पैसिव कंपोनेंटस से जेनरेट होता है पर एक एक्सटर्नल नॉइस की भी पॉसिबिलिटी है जो इस फंक्शन जेनरेटर से आ रहा है और उसे ओपएंप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो यह ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा और हमें समझना होगा अब हम विभिन्न प्रकार के इंटरनल नॉइस के बारे में बात करेंगे इंटरनल नॉइस के अलग अलग प्रकार है हम केवल उनका डेफिनेशन ही समझेंगे और हम उसका एक उदाहरण देखेंगे उस नॉइस को समझने के लिए जब हम इंटरनल नॉइस की बात करते हैं तो थर्मल नॉइस शॉर्ट नॉइस फ्लिकर नॉइस बर्स्ट् नॉइस और अवलांच नॉइस यह सारे इंटरनल नॉइसस है इनमें से कुछ या फिर सभी नॉइसस डिजाइन में मौजूद हो सकते हैं जिसके कारण वह सिस्टम को नॉइस फैक्टर प्रेजेंट करता है काफी केसेस में इन इफेक्टस को अलग करना मुमकिन नहीं है पर इसके जनरल कारणों को समझ कर डिजाइनर अपने डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर सकता है जिसके कारण वह नॉइस को कम कर सकता है एक पर्टिकुलर बैंडविथ में जो बैंडविथ ऑफ इंटरेस्ट है तो यह सारे नॉइस सिस्टम में मौजूद हो सकता है और इन सबका सिस्टम में से इफेक्ट निकालना मुमकिन नहीं होगा पर यदि अगर हमें पता हो की यह नॉइसस सिस्टम में मौजूद है अपने बैंड ऑफ इंटरेस्ट में जैसे हमने फिल्टर्स देखे हैं बैंड पास फिल्टर तो उसमें यह हमारा बैंड ऑफ इंटरेस्ट है तो इस पर्टिकुलर बैंड में हम अपना डिजाइन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि नॉइस कम से कम हो तो यह केवल एक उदाहरण है जिसमें जो सर्किट डिज़ाइनर है वह अपने डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर सकता है ताकि नॉइस कम रहे अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के नॉइस कौन से हैं पहला थर्मल नॉइस है यह नॉइस चार्ज करियर्स याने की जो इलेक्ट्रॉनस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर उसके रेंडम थर्मल मोशन के कारण जेनरेट होता है फिर चाहे आप कुछ भी वोल्टेज अप्लाई कर ले यह इफेक्ट होता है इसका मतलब है एप्सलूट जीरो पर भी आप इसमें मोशन देख सकते हैं थोड़ा सा गर्म होने पर रेंडम फ्लकचुएशन होता है या फिर इलेक्ट्रॉनस का मोशन होता है और यदि मैं हीट बढ़ाता हूं तो वह और ज्यादा रेंडम हो जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन या चार्जस के रेंडम मोशन के कारण नॉइस होता है अब पावर डेंसिटी पूरे फ्रिकवेंसी स्पेक्ट्रम के लिए ज्यादातर सेम ही है एप्रोक्सीमेटली व्हाइट नॉइस के लिए रेजिस्टेंस R द्वारा जेनरेट हुआ थर्मल नॉइस का RMS वोल्टेज एक बैंडविथ डेल्टा F तक इस इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं आप को समझना होगा और याद करना होगा इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को डीराइव नहीं कर रहे हैं पर आपको इस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा तो नॉइस वोल्टेज का इक्वेश्चन अंडर रूट 4 k B T R into delta F है जहां रेसिस्टर से आने वाला नॉइस उसके रेजिस्टेंस और टेंपरेचर के इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करने पर थर्मल नॉइस भी कम होता है तो जब हम थर्मल नॉइस के बारे में बात करते हैं यह वह नॉइस है जो कैरियरस के मोशन के वजह से जेनरेट होता है दूसरा यह कि यदि हम हिट बढ़ाते हैं या फिर टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो नॉइस भी बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होने पर नॉइस बढ़ता है रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करने पर थर्मल नॉइस कम होता है और आपको यह इक्वेशन याद रखना होगा अब हम थर्मल नॉइस का एक उदाहरण देखेंगे हमें एक ऐसा उदाहरण दिया है जहां हमें रूम टेंपरेचर पर थर्मल नॉइस कैलकुलेट करना है जहां बैंडविथ 1 हर्ट्ज़ और इंपेडेंस 50 ओहम है तो यह सवाल या प्रॉब्लम हमें दिया गया है तो अब हम देखेंगे कि इसका उत्तर हम कैसे निकाल सकते हैं हमें पता है कि थर्मल नॉइस का इक्वेश्चन V इक्वल टू अंडर रूट 4 k B T R है जहां पर k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है T 300 केल्विन है B 1 हर्ट्ज़ है R 50 ओहम है तो 1 हर्ट्ज़ दिया हुआ है 50 ओहम दिया हुआ है हमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए हमने रूम टेंपरेचर कहा है जिसे हम 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन कंसीडर करते हैं तो नॉइस वोल्टेज है अंडर रूट यह पूरे चीजों का तो इसके लिए आपको यह सिंबल का इस्तेमाल करना होगा यदि आप केवल अंडर रूट डालें इस तरीके से और xyz को लिखें तो वह x yz के इक्विवेलेंट है तो यहां जो आपको सिंबल दिख रहा है यह अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर 4 इनटू k k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है इनटू टेंपरेचर जिसे हमें केल्विन में लिखना होगा इनटू बैंडविथ इनटू रेजिस्टेंस है तो यह 4 k यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट टेंपरेचर बैंडविथ रेजिस्टेंस है तो यदि मैं इसका वैल्यूस लिखता हूं तो मैं नॉइस वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूं जो कि 0455 है यह इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जेनरेट किया गया थर्मल नॉइस है तो यह थर्मल नॉइस का एक उदाहरण है अब हम एक दूसरा नॉइस देखेंगे जिसे शॉट नॉइस कहते हैं तो शॉट नॉइस क्या है शॉट नॉइस का नाम शॉटकी नॉइस से आया है जिसे हम क्वांटम नॉइस भी कहते हैं तो शॉट नॉइस को हम शॉटकी नॉइस भी कहते हैं और क्वांटम नॉइस भी कहते हैं इसका कारण कंडक्टर के चार्जड कैरियरस के मोशन में होने वाला रेंडम फ्लकचुएशन है आप जंक्शन पर पोटेंशियल फोर्स देख सकते हैं यदि N और P है तो जंक्शन पर पोटेंशियल फोर्स रहता है तो चार्जड कैरियरस के मोशन में यदि रेंडम फ्लकचुएशन होता है तो क्या होगा यह कंडक्टर के चार्जड कैरियरस यानी कि N के इलेक्ट्रॉनस और P के होल्स के रेंडम फ्लकचुएशंस है तो इनके मोशन के यह रेंडम फ्लकचुएशन के कारण शॉट नॉइस होता है शॉट नॉइस हमेशा करंट फ्लो से एसोसिएटेड रहता है यदि करंट फ्लो बंद हो जाए तो शॉट नॉइस भी नहीं होता है तो यह थर्मल नॉइस की तरह नहीं है जो कि करंट नहीं होने पर भी मौजूद रहता है यह इसलिए क्योंकि थर्मल नॉइस टेंपरेचर पर भी डिपेंडेंट है पर शॉट नॉइस इफेक्ट पर तभी आता है जब करंट फ्लो रहता है शॉट नॉइस टेंपरेचर पर डिपेंडेंट नहीं है वह स्पैक्ट्रेली फ्लैट है या फिर उनका पावर डेंसिटी यूनिफार्म है इसका मतलब जब उसे फ्रीक्वेंसी के वर्सेस प्लॉट करते हैं तो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है तो जभी भी हम शॉट नॉइस को फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा अगला यह की शॉट नॉइस कोई भी कंडक्टर में मौजूद रहता है तो यह काफी महत्वपूर्ण चीज है याद रखने के लिए अब हम अपना अगला नॉइस देखेंगे जो कि फ्लिकर नाइस है उसके बाद हम बरस्ट नॉइस के बारे में देखेंगे तो फ्लिकर नाइस क्या है फ्लिकर नाइस को हम 1f नॉइस भी कहते हैं इसका जो ओरिजिन है वह सबसे पुराना ना सुलझा हुआ प्रॉब्लम है फिजिक्स का वह कहां से ओरिजनेट हुआ है यह हमें पता नहीं है यह सारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंटस में मौजूद है यह शायद सेमीकंडक्टर के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के इंपरफेक्शन के कारण हो सकता है अच्छे से प्रोसेसिंग करने पर शायद इसका इफेक्ट हम कम कर सकते हैं इसका मतलब क्या है यह कि यदि हम किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं मान लो सिलिकॉन हमने 100 देखा है वह एक ओरिएंटेशन का तरीका है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पर यदि स्ट्रक्चर में इंपरफेक्शंस रहते हैं तो वह क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे रहता है और उसके कारण क्या होता है यह हमें पता नहीं है यह शायद केवल एक थिअरी ही है इसके कारण फ्लिकर नॉइस होता होगा पर मटेरियल के अच्छे प्रोसेसिंग से उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के इंपरफेक्शन को हम कम कर सकते हैं जिसके कारण फ्लिकर नॉइस को कम कर सकते हैं यह एक ऐसी चीज है जो हम अज्यूम कर रहे हैं तो फ्लिकर नॉइस के कुछ कैरेक्टरस्टिक्स क्या है तो फ्रीक्वेंसी कम होने पर फ्लिकर नॉइस बढ़ता है तो हमने यह पता किया है कि यदि हम फ्रिकवेंसी को बढ़ाते हैं तो फ्लिकर नॉइस कम होता है और इसीलिए हमने उससे 1f नॉइस का नाम दिया है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के DC करंट से एसोसिएटड है हर एक ऑक्टेव या डिकेड में उसका पावर कंटेंट सेम है अब हम अगला नॉइस देखेंगे जो कि बरस्ट नॉइस है बरस्ट नॉइस क्या है बरस्ट नॉइस में अचानक सीढ़ियों की तरह दो या ज्यादा लेवल के बीच ट्रांजीशन होता है वह सेमीकंडक्टर मैटेरियल में होने वाले इंपरफेक्शन के कारण होता है या फिर हेवी आईऑन इनप्लांट के कारण होता है जहां पर हेवी आईऑन इंप्लांटेशन होता है वहां पर बरस्ट नॉइस काफी ज्यादा होता है जो कि काफी हंड्रेड माइक्रोवोल्ट के रेंज का होता है जो काफी मिलीसेकंड तक लास्ट करता है बरस्ट नॉइस पॉपिंग साउंड करता है 100 हर्ट्ज़ के रेंज के नीचे तो आप देख सकते हैं इसके कारण वह बरस्ट की तरह दिखता है यदि हम इसे स्पीकर के द्वारा चलाएं तो उसका आवाज पॉपकॉर्न के पॉपिंग के तरह सुनाई देता है और इसीलिए उसे हम पॉपकॉर्न नॉइस भी कहते हैं तो वह सेमीकंडक्टर के इंपरफेक्शन से रिलेटेड है उसमें हेवी आयन इनप्लांटस होते हैं वह अचानक से होने वाला स्टेप के जैसे ट्रांजिशन है उसका वोल्टेज का रेंज काफी हाई है जो कि 100 माइक्रोवोल्ट है जो काफी मिली सेकंड तक लास्ट करता है तो जब हम एक स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो हमें एक पॉपिंग साउंड सुनाई देता है जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ से कम के रेंज में और जो कि इसकी आवाज पॉपकॉर्न के पॉपिंग के तरह सुनाई देता है तो उसे हम पॉपकॉर्न नॉइस भी कहते हैं डिवाइस की प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से करने पर बरस्ट नॉइस को कम कर सकते हैं तो यह नॉइस डिजाइन के कंट्रोल के बाहर है अब हम एक और नॉइस देखेंगे जिसे हम अवलांच नॉइस कहते हैं तो अवलांच नॉइस क्या है अवलांच नॉइस तब जनरेट होता है जब एक PN जंक्शन को हम रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑपरेट करते हैं तो जंक्शन के डिप्लीशन रीजन में स्ट्रांग रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन के पास काफी काइनेटिक एनर्जी होता है जिसके कारण वह क्रिस्टल लेटीस के एटमस के साथ कोलाइड करता है एडीशनल इलेक्ट्रॉन पैर बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं कि जब हम रीजन को डिप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पास काफी काइनेटिक एनर्जी होता है और वह कोलाइड करता है क्रिस्टल्स के साथ और आप यहां देख सकते हैं कि कैसे वह कोलाइड करता है क्रिस्टल्स के साथ जिसके कारण एडीशनल इलेक्ट्रॉन पैर बनता है यह जो कोलिशन है वह प्योरली रेंडम है और वह रेंडम करंट पल्सेस प्रोड्यूस करता है शॉट नॉइस के तरह पर उससे ज्यादा इंटेंस होता है रिवर्स बॉयस्ड जंक्शन के डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रॉनस और होलस जब काफी एनर्जी एक्वायर करते हैं एवलांच इफैक्ट करने के लिए तो रेंडम सीरीज ऑफ लार्ज नॉइस स्पाइकस जेनरेट होता है नॉइस का मेग्नीट्यूड प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किलहै क्योंकि वह मेटीरियल पर डिपेंडेंट है तो ज्यादातर वह सेमीकंडक्टर मेटीरियल पर डिपेंडेंट रहता है वह मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करता है तो केवल थर्मल नॉइस है जो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है अगला हमने शॉट नॉइस देखा है फिर बरस्ट नॉइस देखा हमने पॉपकॉर्न नॉइस देखा हमने अवलांच नॉइस देखा है तो यह इस पर्टिकुलर लेक्चर का एंड होगा जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 है ऑसीलेटरस और नॉइस के बारे में अब आप को समझना होगा जब आप पढ़ेंगे नॉइस के बारे में उसके विभिन्न प्रकार फिर आप समझेंगे कि यह नॉइसस कैसे जेनरेट होता है और आप कैसे सॉल्व कर पाओगे या फिर पता कर पाओगे की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नॉइस है कि नहीं तो इस चीज को आप को खुद से करना होगा यह आप का होमवर्क रहेगा अगले क्लास में हम ऑपरेशनल एमप्लीफायर के डाटा शीट के बारे में देखेंगे और उस डाटा शीट में मौजूद कुछ पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे जिनमें से कुछ पैरामीटर्स हमने हमारे कोर्स में पहले ही देखा हुआ है कुछ एडिशनल पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारा आखरी लेक्चर होगा जो कि हमारा रीकैप लेक्चर होगा जिसमें हम शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वह देखेंगे लेकिन थोड़ा फास्ट तरीके से तो इस तरीके से हम चीजों को याद करेंगे उसके बाद हमारे एक्सपेरिमेंटस वाले क्लासस होंगे जहां पर मैं आपको ब्रेडबोर्ड पर सर्किट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वह बताऊंगा और सिमुलिंक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ सर्किटस को सॉल्व करने के लिए वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हम लाइब्रेरी में से कंपोनेंट्स को जमा करेंगे इन कंपोनेंट्स को हम जोड़ेंगे सर्किट बनाने के लिए और फिर सिग्नल अप्लाई करके हम देखेंगे कि आउटपुट में क्या चेंज होता है ऑसीलोस्कोप के माध्यम से सिमुलिंक पर जो कि एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयरहै पर हम ऐसा ही ब्रेडबोर्ड पर भी करके देखेंगे ऑसीलोस्कोप फ्रिकवेंसी जेनरेटर और डीसी पावर सप्लाई के माध्यम से केवल इन्हीं तीन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे और ऑपरेशनल एमप्लीफायर वाले काफी विभिन्न तरीके के सर्किटस को डिजाइन करेंगे तो तब तक के लिए आप ध्यान रखें इस लेक्चर को पढ़ें और मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में धन्यवाद